पेटेंट अधिकारों के मामले में आपको पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा पंजीकरण की प्रक्रिया एक व्यक्ति द्वारा पेटेंट कार्यालय में पेटेंट आवेदन दाखिल करने से शुरू होती है पेटेंट कार्यालय इस आवेदन की जांच के बाद पेटेंट प्रदान करता है आवेदन की प्रक्रिया औपचारिक आवेदन से आरम्भ होती हैऔर फिर अनुदान दिया जाता है जिसे हम पेटेंट अभियोजन कहते हैं एक बार जब पेटेंट प्रदान कर दिया जाता है तो एक पेटेंट लागू होता है जो पेटेंट धारक द्वारा उठाए गए कदमों को सुनिश्चित करता है कि पेटेंट के अधिकार का उल्लंघन दूसरों द्वारा नहीं किया जाता है जिसे हम उल्लंघन के रूप में संदर्भित करते हैं प्रवर्तन भाग न्यायालयों के समक्ष होता है इसलिए पेटेंट कार्यालय और बौद्धिक संपदा कार्यालय का काम पेटेंट आवेदन की जांच करना और पेटेंट प्रदान करना है जबकि अदालतों या न्यायिक प्रणाली को उन्हें लागू करने का कार्य सौंपा जाता है इसलिए यदि किसी पेटेंट का उल्लंघन होता है तो पेटेंट धारक को अदालतों के सामने उल्लंघन का मुकदमा दायर करना होगा पेटेंट के मूल तत्व पेटेंट एक विशेष एकाधिकार अधिकार प्रदान करते हैं यह अधिकार सरकार द्वारा प्रदत्त है और यह आवेदन की तिथि से 20 वर्ष की अवधि के लिए है अनन्य अधिकार बेचने उपयोग करने बिक्री के लिए प्रस्ताव करने या आविष्कार को आयात करने के अधिकार से संबंधित है अनन्य अधिकार वास्तव में दूसरों को बाहर करने का अधिकार है इसलिए आपके पास पेटेंट द्वारा कवर किए गए आविष्कार को बनाने आयात करने बेचने उपयोग करने या बेचने के लिए प्रस्ताव से दूसरों को बाहर करने का अधिकार है पेटेंट इस अर्थ में प्रादेशिक हैं कि यदि भारतीय पेटेंट कार्यालय एक पेटेंट प्रदान करता है तो यह श्रीलंका या बांग्लादेश या पाकिस्तान या किसी भी पड़ोसी देश में लागू करने योग्य नहीं है पेटेंट को स्थानीय पेटेंट कार्यालयों द्वारा प्रदान किया जाता है और क्योंकि उन्हें स्थानीय पेटेंट कार्यालयों द्वारा प्रदान किया जाता है इसका संचालन भी उन कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र तक सीमित है तो एक भारतीय पेटेंट केवल भारत की सीमाओं के भीतर लागू किया जा सकता है उन्हें 20 साल की अवधि के लिए दिया जाता है पेटेंट विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है पेटेंट या वस्तु के अनुदान का उद्देश्य क्षेत्र और प्रौद्योगिकी की पहचान करना और आगे काम करना हो सकता है इसलिए पेटेंट दाखिल करने से पेटेंट या पेटेंट मालिक को एक विशेष क्षेत्र में दूसरों का बहिष्कार करके काम करने का अधिकार मिलता है इसलिए जो भी उत्पाद उस तकनीकी क्षेत्र से निकल सकते हैं उन्हें अब पेटेंट धारक द्वारा अधिकार के रूप में उकेरा जा सकता है पेटेंट को उन माध्यमों के रूप में भी देखा जाता है जो आविष्कारक को सीमित एकाधिकार की पेशकश करके नवाचार के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं पेटेंट प्रणाली वास्तव में विकासशील आविष्कारों में समय प्रयास और धन खर्च करने जैसे जोखिम भरे कार्यों के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती है पेटेंट के बिना एक दुनिया में लोगों के लिए नए आविष्कारों में समय और संसाधनों का निवेश करना बहुत मुश्किल होगा ऐसी दुनिया में जहां कोई पेटेंट नहीं है अगर कोई व्यक्ति एक आविष्कार करता है तो पूरी संभावना है कि एक प्रतियोगी इसे चुरा सकता है या इसे कॉपी कर सकता है और बाजार में प्रवेश कर सकता है इसलिए पेटेंट उन लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है जो नई चीजों को बनाने में समय और प्रयास लगाते हैं जैसा कि हमने उल्लेख किया है हमने कुछ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों जैसे पेरिस कन्वेंशन

जैसा कि हमने पहले बताया भारत में पेटेंट अधिनियम ब्रिटिश आयात के रूप में आया है अंग्रेज जब देश पर शासन कर रहे थे वे 1911 के पेटेंट अधिनियम में लाए थे जो काफी हद तक ब्रिटिश अधिनियम ही था लेकिन आजादी के तुरंत बाद यह महसूस किया गया था कि पेटेंट राष्ट्र के विकास से बंधा हैं इसलिए यह महसूस किया गया कि भारत को अपने स्वयं के पेटेंट कानून की आवश्यकता थी इसलिए स्वतंत्रता के बाद टेक चंद समिति और अय्यंगार समिति के नेतृत्व में दो समितियां थीं जो यह अध्ययन करने के लिए स्थापित की गई थीं कि क्या मौजूदा 1911 अधिनियम पेटेंट व्यवस्था राष्ट्रीय हित के अनुकूल थी और विशेष रूप से उस स्तर पर जिसमें भारत एक नया स्वतंत्र देश था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी जगह पक्की करने का प्रयास कर रहा था दोनों समितियों द्वारा यह पाया गया कि यह पेटेंट अधिनियम स्थानीय और राष्ट्रीय विकास के पक्ष में नहीं है इसलिए टेक चंद समिति के बाद आयंगर समिति द्वारा पेटेंट कानूनों और 1970 अधिनियम को संशोधित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था यह अब वर्तमान अधिनियम है जिसे समितियों द्वारा सुझाए गए सभी उपायों को लेते हुए प्रयोग में लाया गया था पहली बार 1970 के अधिनियम ने दवाओं के लिए उत्पाद सुरक्षा को हटा दिया पूर्व 1911 अधिनियम ने उत्पाद पेटेंट के लिए उत्पाद संरक्षण की पेशकश की थी जिसे हमने फार्मास्यूटिकल्सऔर दवाओं के लिए उत्पाद पेटेंट कहा था अब यह 1970 के अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था 1970 के अधिनियम ने पेटेंट की अवधि में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए एक पेटेंट की अवधि 14 साल थी और एक खाद्य दवा या दवा के लिए एक पेटेंट की अवधि एक छोटी अवधि थी यह पांच से सात वर्षों के बीच थी और वे अनिवार्य लाइसेंसिंग के ट्रिप्स समझौते के अनुपालन में लाए गए ट्रिप्स समझौता वास्तव में सदस्य देशों के बीच करीब 8 साल की बातचीत का एक उत्पाद था यह एक सामान्य मानक लाया कि पेटेंट की अवधि आवेदन की तारीख से 20 वर्ष होगी भारत में पहले सामान्य रूप से आविष्कारों के लिए 14 साल की अवधि थी और खाद्य दवा और दवा से संबंधित पेटेंट आविष्कारों के लिए एक छोटी अवधि थी अब इसे बदलना पड़ा इसलिए इसके अलावा यह तथ्य कि भारतीय पेटेंट शासन ने ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स दायित्वों के पूर्ण अनुपालन में ला दिया अधिनियम में संशोधन के तुरंत बाद नियमों में भी संशोधन किया गया नियम अधिनियम के लिए सहायक होते हैं वे प्रदर्शन करते हैं जिसे हम प्रत्यायोजित कानून कहते हैं केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है जबकि अधिनियमों को संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाना चाहिए इसलिए हमारे पास 2003 में पर्याप्त कारोबार था जहां नए नियमों को बनाया गया था इन नियमों में 2005 2006 2013 2014 में और हाल ही में 2016 में संशोधन किया गया था इसलिए 2005 में पेटेंट अधिनियम के संशोधन के साथ अब हम किसी भी प्रौद्योगिकी के उत्पाद और पेटेंट की पेशकश करते हैं इससे पहले एक अंतर था कि ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पाद पेटेंट की आवश्यकता नहीं है जो अब खत्म हो गया है इसलिए भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत मोटे तौर पर दिए जाने वाले दो प्रकार के पेटेंट या तो एक उत्पाद के लिए या एक प्रक्रिया के लिए होते हैं इसलिए पेटेंट विनिर्देश में विवरण और दावे शामिल हैं दावों के साथ वर्णनात्मक भाग को हम पेटेंट विनिर्देश कहते हैं या संदर्भित करते हैं वर्णन में ही कई भाग हैं इसका एक शीर्षक है इसकी पृष्ठभूमि सारांश विस्तृत विवरण सार और चित्र भी विस्तृत विवरण का एक हिस्सा होते हैं यह हमें बताता है कि विवरण में विभिन्न भाग शामिल हैं शीर्षक पर एक वैधानिक आवश्यकता है पृष्ठभूमि और सारांश आवश्यकताएं हैं जिन्हें वर्णनात्मक भाग के एक भाग के रूप में माना जाता है जिस पर हम अब अपना ध्यान आकर्षित करेंगे पेटेंट किसको सम्बोधित करता है पेटेंट विभिन्न लोगों को संबोधित करता है 2007 में मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी तब मैंने इसका उल्लेख किया था पेटेंट के विनिर्देशों के बारे में जिज्ञासु दस्तावेज हैं जो पेटेंट एजेंट विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा लिखे गए हैं और रचनात्मक लोगों के आविष्कारकों के और कला में कुशल व्यक्तियों के काल्पनिक समूह को सम्बोधित करते हैं और किसी मामले में आवश्यकता पड़ने पर कानूनी रूप से प्रशिक्षित किसी व्यक्तियोंपरीक्षार्थियों और न्यायाधीशों के समूह द्वारा इनकी व्याख्या और निर्माण जा सकता है अब आप देख सकते हैं कि पेटेंट विनिर्देश लोगों के एक समूह को संबोधित नहीं करता है और आप इस समूह में कई और लोगों को जोड़ सकते हैं आपके पास देवदूत निवेशक हो सकते हैं जो एक स्टार्टअप शुरू करने में रुचि रखते हैं जिसके पास एक पेटेंट होता है आप सलाहकार जोड़ सकते हैं जो बौद्धिक संपदा को मूल्य देता है आपके पास वित्तीय लोग हो सकते हैं जो ऋण को आगे बढ़ाने से पहले या कंपनी में किसी तरह का निवेश करने से पहले किसी विशेष बौद्धिक संपदा की जांच करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो एक पेटेंट विनिर्देश में दिलचस्पी ले सकते हैं लेकिन तकनीकी रूप से पेटेंट विनिर्देश उस व्यक्ति को सम्बोधित किया जाता है जो कला में कुशल होता है जो एक काल्पनिक निर्माण है क्योंकि कई बार कला में कुशल एक व्यक्ति लोगों का एक समूह यह अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले लोगों का एक समूह या ऐसे लोगों का एक समूह हो सकता है जिनके पास अलग अलग कौशल हैं जो केवल एक पेटेंट विनिर्देश की व्याख्या करने के उद्देश्य से एक साथ लाए जाते हैं तो यह एक काल्पनिक निर्माण है क्योंकि यदि आविष्कार तीन क्षेत्रों से प्रौद्योगिकी को जोड़ता है तो आपको काल्पनिक रूप से इकट्ठा करना होगा आप वास्तव में ऐसा नहीं करते हैं जो उन लोगों के समूह को इकट्ठा करते हैं जिन्होंने प्रौद्योगिकी के तीनों क्षेत्रों से एक कौशल लिया होगा इसलिए यह उस दृष्टिकोण से पेटेंट का निर्माण किया गया है आपके पास यहाँ पेटेंट है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पेटेंट कार्यालय के समक्ष दायर किया गया है हम एक उदाहरण के रूप में इस का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि ये प्रकाशित पेटेंट आवेदन हैं और उदाहरण की खातिर हैं पेटेंट संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रकाशित और अधिक वर्णनात्मक हैं और यह विनिर्देश के विभिन्न भागों को समझने के लिए आसान हैइसके बाद हम आपको एक भारतीय आवेदन दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि यह हर प्रकार से वैसा ही है लेकिन अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा जिस प्रारूप में पेटेंट विनिर्देश किया जाता है उसे समझना अधिक आसान है और इसमें सभी विवरण एक जगह हैं तो आप इन नंबरों को संयुक्त राज्य अमेरिका 1912 के बगल में पाएंगे फिर 1043 सभी ब्रैकेट्स 5476 में हैं अब ये सार्वभौमिक कोड हैं जो पेटेंट अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं चाहे जिस भी कार्यालय में पेटेंट प्रदान किया गया हो कोड 76 आविष्कारक के नाम के लिए होगा कोड 22 उस तारीख के लिए होगा जिस पर यह दायर किया गया है फिर कोड 57 सार के लिए होगा इन संहिताओं का लाभ यह है कि पेटेंट चाहे किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है अब एक जापानी पेटेंट जापानी भाषा में लिखा जाएगा चीनी पेटेंट चीनी भाषा मेंयूरोपीय पेटेंट फ्रेंच में या अंग्रेजी में हो सकता है तो आप पाते हैं कि पेटेंट अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं ये सार्वभौमिक उद्धरण हमें इन दस्तावेजों को नेविगेट का उपयोग किया जाता है लेकिन कोड के नम्बर समान रहते हैं यह वह है जिसे ग्रंथ सूची के रूप में जाना जाता है ग्रंथ सूची का विवरण आपको इस बारे में विवरण देगा कि पेटेंट के बारे में ग्रंथ सूची के विवरण क्या हैं अन्वेषकों का नाम आवेदन संख्या दर्ज करने की तिथि वर्गीकरण शीर्षक पेटेंट कार्यालय जिसमें इसे दायर किया गया है आप भी एक बारकोड भी दिया है जैसा कि हमने पहले देखा था कि भारतीय फॉर्म 2 में सार हस्ताक्षर और तारीख के बाद आता है लेकिन यहां इसे एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है सार सामने प्रस्तुत किया गया है अब सार एक करेक्शन मार्कर में सुधार विधि प्रदान करता है और यह आगे बताता है कि सार क्या है हमने जो सार देखा था उसका एक विशेष कार्य है हमने देखा कि नियम 13 में13 देखा कि सार के कार्य क्या हैं वे दुनिया भर में समान कार्य करते हैं वे आविष्कार का वर्णन करते हैं और यह एक संक्षिप्त सारांश है और वे उस तकनीकी क्षेत्र को इंगित करते हैं जिसका आविष्कार होता है यह आविष्कार के तकनीकी उन्नति मुख्य उपयोग का वर्णन करता है यदि यह एक रासायनिक पदार्थ है तो इसमें एक रासायनिक सूत्र भी हो सकता है तो यह सार है अब देखते हैं कि पेटेंट विनिर्देश में और क्या निहित है अधिकांश यांत्रिक उपकरणों के लिए आपको चित्र मिलेंगे यहाँ एक ड्राइंग है ड्राइंग पहले आंकी जाएगी यह एक और ड्राइंग है आकृति 1 और आप पाते हैं कि एक आकृति 2 है और सभी चित्र क्रॉस संदर्भित है अब आप इस अमेरिका के 20120093562A1 नम्बर को नोट कर सकते हैं और आप इसे Google wwwgooglecompatentsपर खोज सकते हैं जो Google द्वारा प्रदत्त पेटेंट डेटाबेस खोज है या आप यूएस पेटेंट कार्यालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं और आप इन नंबरों की खोज कर सकते हैं और संख्या इन दस्तावेजों को पेश कर देगी इसलिए यदि आप कोई अन्य पेटेंट खोजना चाहते हैं तो आप wwwgooglecompatents पर जा सकते हैं और आप आविष्कार का शीर्षक लिख सकते हैं या यदि आपके पास दावा है तो आप दावा लिख सकते हैं यह एक उन्नत खोज सुविधा है तो यह आपको ये दस्तावेज पेश करेगा तो अब यहाँ आप पाएंगे कि एक शीर्षक संयोजन पेन है जिसमें सुधार मार्कर होते हैं हमने पहले ही देखा था कि पेटेंट विनिर्देश शीर्षक के साथ शुरू होगा वे एक सार होंगे वे एक वर्णनात्मक हिस्सा होंगे फिर वे कहते हैं कि दावे होंगे और फिर वे हस्ताक्षर होंगे जैसे कि हमने फॉर्म 2 में देखा था अब आविष्कार की पृष्ठभूमि आविष्कार के क्षेत्र से शुरू हो सकती है आविष्कार का क्षेत्र आपको बताएगा कि आविष्कार किस क्षेत्र से संबंधित है फिर इसमें संबंधित कला का वर्णन नामक शीर्षक भी हो सकता है क्योंकि आविष्कार कभी अमूर्त में नहीं होते हैं हमेशा एक पूर्व ज्ञान या एक पूर्व कला या आविष्कार के लिए एक प्रासंगिक कला होते हैं वे पूर्व कला का वर्णन हो सकते हैं पूर्व कला का विवरण सामान्य कथन हो सकता है जैसा कि आप यहां पा सकते हैं या यह विशिष्ट कथन हो सकता है जैसे कि पहले के पेटेंट का उल्लेख करना या किसी पेटेंट संख्या या वैज्ञानिक लेख या शोध प्रकाशन का उल्लेख करना तो संबंधित कला का वर्णन संदर्भ के माध्यम से या सामान्य तरीके से हो सकता है जैसा कि यहां वर्णित है आपको कुछ पृष्ठभूमि दी जाती है जो आपके पास आविष्कार का सारांश होता है इसलिए पैरा 7 तक वर्णन किया गया था और आप यहां यूएस पेटेंट नंबर 635943 देख सकते हैं इसलिए यह पहले के मौजूदा आविष्कार का वर्णन है जिसे हम पूर्व कला कहते हैं तो पूर्व कला संदर्भ हो सकता है आप 4600327 के एक पेटेंट नंबर के लिए एक और विवरण पा सकते हैं फिर से एक मौजूदा आविष्कार जो इससे संबंधित है इसलिएजैसा कि आप यहां देख सकते हैं आपके पास विशिष्ट संदर्भ के बिना पूर्व कला का एक विस्तृत विवरण हो सकता है या आप पूर्व कला के विशिष्ट संदर्भ भी रख सकते हैं जो पहले से ही पेटेंट किए गए हैं अब पैरा 7 पूर्व कला की स्थिति के साथ समाप्त होता है जो इस आविष्कार के अस्तित्व में आने से पहले मौजूद है अब हम आविष्कार के सार के बारे में बात करेंगे वर्तमान आविष्कार एक पेन से संबंधित है आप देख सकते हैं कि यह वर्तमान आविष्कार की एक अन्य वस्तु है और पूर्ववर्ती कला में निहित इस लाभ को ध्यान में रखते हुए यह विभिन्न वस्तुओं का वर्णन करेगा इसलिए पूर्व कला के कुछ नुकसान थे और हम समझ सकते हैं कि इस आविष्कार ने उन नुकसानों पर काबू पा लिया तो आविष्कार के सारांश में उद्देश्य और जो पूर्व कला में समस्या थी उसे हल किया गया अब छवि के सारांश के बाद चित्र का एक संक्षिप्त विवरण है अब आपने एक आकृति 1 और 2 देखी आकृति 1 को समझाया गया है यहाँ आकृति 2 को यहाँ समझाया गया है यह ड्राइंग का विवरण है शब्दों में वे सभी परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण हैं तो परिप्रेक्ष्य दृश्य ड्राइंग में क्रॉस सेक्शन व्यू हैं विभिन्न प्रकार के चित्र हैं जो एक पेटेंट के साथ हो सकते हैं आपके पास परिप्रेक्ष्य दृश्य ड्राइंग है अब ड्राइंग के विवरण के बाद अगले शीर्षक में ड्राइंग का विस्तृत विवरण होगा अब विस्तृत विवरण में आप वास्तव में बताएंगे कि डिवाइस का निर्माण कैसे किया जाता हैकौन से भाग हैंये भाग एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं यह विस्तृत विवरण है अब विस्तार से वर्णन करते हैं आपको ये नम्बर ढूंढने हैं करेक्शन मार्क यदि आप ड्राइंग पर वापस जाते हैं तो इन सभी हिस्सों को ड्राइंग चिह्नित किया गया था सुधार चिह्न और 100 अब ड्राइंग में वे वर्णित नहीं हैं मेरा मतलब है कि उन्हें उस ड्राइंग में नहीं समझाया गया है जो पेटेंट कानून में एक आवश्यकता है आप ड्राइंग में लिखित बयान या लिखित विवरण नहीं रख सकते ड्राइंग केवल संख्या हो सकती है जब तक कि यह एक प्रवाह आरेख के मामले में हो सकते है उसके अलावा चित्र में केवल संख्या होगी इसलिए क्योंकि ये संख्याएँ हैं तो आपके पास रेखाचित्रों का विस्तृत विवरण है चित्र वास्तव में उन संख्याओं को क्रास रेफर हैं ट्यूबलर बॉडी 102 है जहां कहीं भी ट्यूबलर बॉडी दोहराई जाती है आप संख्या दोहराते हैं कारतूस में 104 पेन टिप 114 और इसी तरह है तो यह सिर्फ इतना है कि जब आप इन नंबरों को देखते हैं तो आप जानते हैं कि आप ड्राइंग में वापस देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि चिह्नित ड्राइंग का कौन सा हिस्सा है जो यहां वर्णित है तो ट्यूबलर बॉडी 102 है आगे आप इसे समझेंगे ड्राइंग का यह विवरण है क्योंकि यह एक यांत्रिक आविष्कार है इसमें कोई चित्रण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ड्राइंग का विवरण ही इसका वर्णन करता है जबकि एक रासायनिक पदार्थ की तैयारी के लिए आपको उदाहरण मिलेंगे यह कैसे तैयार किया जाता है इसके द्वारा तैयार की जाने वाली अलग अलग विधियां और यदि किसी विशेष विधि में कोई नुकसान होता है तो लाभ का वर्णन किया जाता है इसलिए उदाहरण आम तौर पर वहां होते हैं जहां किसी चीज को तैयार करने की एक विधि शामिल होती है जैसे कोई रासायनिक पदार्थ इस मामले में आप यह नहीं पाते हैं क्योंकि यह केवल एक मशीनी आविष्कार है और वर्णनात्मक भाग ने इसका वर्णन किया है और अंत में आपके पास दावा है अमेरिकी पेटेंट में दावा उस बयान से शुरू होता है जो दावा क्या है भारत में यह मैं दावा करता हूं या हम दावा करते हैंकिस का दावा किया जाता हैसे शुरू होता है आप देख सकते हैं कि semi colon के साथ यहाँ विभिन्न वाक्य खंड समाप्त हो रहे हैं और अंत में वाक्य खंड पूर्ण विराम के साथ समाप्त हो जाता है इसलिए कन्वेंशन और अर्धविराम का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग खंड हैं अब हम एक यूएस एप्लिकेशन को देखते हैं आपने इसकी संरचना देखी अब हम एक भारतीय आवेदन को देखते हैं यह फॉर्म 2 कैसे दिखता है यह एक ऐसा आवेदन है जिसमें किसी विशेष तिथि में संशोधन किया गया था इस form की पूर्णता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किसका उपयोग करते हैं और किसे हटा देते हैं और एक शीर्षक है जिसमें संशोधन किया गया था तो आप देख सकते हैं कि यह हटा दिया गया था और इसे फिर से लिखा गया था और आवेदकों का नाम यहाँ है हम इसे एक उदाहरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं क्योंकि इस पेटेंट के परिणामस्वरूप बजाज टीवीएस विवाद जो अब मद्रास में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है तो यह विवरण के साथ शुरू होता है आप उन शीर्षकों को नहीं पाते हैं जो आपने यूएस पेटेंट यहां नहीं हैं अब यह शुरू होता है यह आविष्कार का वर्णन करता है कि यह कैसे काम करता है एक अमेरिकी पेटेंट का क्रॉस संदर्भ के हिस्से में चित्र नहीं है ड्राइंग एक अलग दस्तावेज़ में होती है तो स्पार्क प्लग नहीं हैं फिर भी वे अभी भी उसी योजना का पालन करते हैं तो आकृति 1 का संदर्भ तो यह आरेखण का विस्तृत विवरण है और यह एक समान तरीके से किया जाता है यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है आप पेटेंट कार्यालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं और यदि आप इसे पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आपके पास कुछ सारणीबद्ध परीक्षा परिणाम हैं आपके पास आखिरकार दावे हैं यह भारतीय तरीका है कि हम दावा संख्या 1 का दावा करते हैं भारत में आपको दावे के भीतर भागों की संख्या का भी उल्लेख करना होगा इसलिए स्पार्क प्लग की संख्या को संदर्भित करना होगा तो यह दावा 1 है दावा 2 एक आश्रित दावा है जैसा कि दावे 1 में दावा किया गया है इसलिए यह इसे दावे 1 पर वापस संदर्भित करता है दावा 3 भी आश्रित है दावा 4 भी आश्रित है दावा 5 भी आश्रित है क्योंकि यह पहले किए गए दावों में एक बेहतर आंतरिक दहन इंजन का दावा करता है तो 1 से 5 यह आश्रित है दावा 6 एक स्वतंत्र दावा है दावा 7 एक ऐसा है जिसे हम एक सर्वव्यापी दावा कहते हैं यह एक ऐसा प्रचलन हुआ करता था कि पहले सर्वव्यापी दावों के रूप में वर्णित किया गया है चित्र विनिर्देश का अनुपालन कर रहे हैं यह एक सर्वग्राही है यह सिर्फ वही दोहरा रहा है जो पहले से ही विनिर्देश में शामिल है तो आपके पास एजेंट के हस्ताक्षर हैं यदि आविष्कारक अपने नाम पर दाखिल कर रहा है तो यह आविष्कारक का नाम होगा और यह form 2 में उल्लेखित तारीख और हस्ताक्षर के साथ समाप्त होगा